ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ रूपरेखा है जो प्रेजेंटेशन के बाएँ हाथ पर उपलब्ध होगी अब मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक क्लास में मौजूद होती है जिसे हमने देखा है जबकि एक क्लास हैं इसलिए इनमें से हर एक ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं तो यह एक तरह का एक टेम्प्लेट है अब निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट व्यू क्या है आप इसे देखें और आनंद लें अब अगर आप यह भी पूछना चाहते हैं कि क्लास है ये सभी ऑब्जेक्ट्स रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ऐसी क्लास के संदर्भ में किया जाना चाहिए पाँच विशिष्ट ऐट्रिब्यूट्स होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए अब एक क्लास के कुछ दायित्व होते हैं सप्लायर प्रस्तावित किया गया था और यह एक विस्तृत विविधता की सॉफ्टवेयर डिजाइन समस्याओं OOAD समस्याओं और इसी तरह की समस्याओं को हल करने में एक बहुत प्रभावी दृष्टिकोण साबित हुआ है इसलिए यदि हम इसे शब्दावली या बिंदुओं के संदर्भ में देखते हैं कि वे क्लाइंट की ओर दायित्व है और उसे क्लाइंट के संदर्भ में है लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट और इत्यादि की डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम बाद में उन बारीकियों पर आएंगे आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है तो क्या होगा यदि कोई मैसेज किसी विशेष मेथर्ड भी हो सकते हैं अब हम कह रहे हैं कि एक अच्छी ऑब्जेक्ट बेस्ट डिजाइन के लिए संतुष्ट होना चाहिए इसलिए क्लाइंट की गारंटी दी जानी चाहिए और क्लाइंट को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह वह जगह है जहां से मैसेज आ रहा है इसलिए इसे क्लाइंट करता है इसलिए यह सुनिश्चित करना क्लाइंट का दायित्व है कि प्रीकंडीशन कर सकता है

इसी तरह मैसेज के एग्जिट में उन सभी का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए इसलिए यदि आप इस डिजाइन को स्पेसिफाई की व्याख्या करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक परिचय देता हूं कि एक इंटरफ़ेस किया जा सकता है उस ऑब्जेक्ट को बाहर का कोई उस क्लास से बाहर का कोई देख सकता है एब्स्ट्रेक्शन में क्या है निश्चित रूप से यह वह है जो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इसमें मेथड्स कुछ प्रीकंडीशन पोस्टकंडीशन कुछ साइड इफेक्ट की गारंटी होगी इसलिए इंटरफ़ेस और इन मेथड्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है एक उदाहरण लेते हैं एक Stack पर विचार करते हैं मुझे यकीन है कि आप सभी को Stack को जानते हैं आपको पता है कि यह LIFO बाहर निकलेंगे तो इससे हमें Stack में दो सामान्य मेथड्स होंगी Push Pop Top और Empty करने की मेथर्ड का हिस्सा है यह कॉन्ट्रैक्ट Stack पर लगाई जाएगी जो यह विशेष Stack ऑब्जेक्ट मान सकता है Stack ऑब्जेक्ट यह मान सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम Push करने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप एक Push कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है उदाहरण के लिए यह integers का एक Stack हो सकता है और आप एक interger को Push करने की कोशिश कर रहे हैं यह Strings का एक Stack हो सकता है आप एक String को Push करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से कहें कि यदि integer ऑब्जेक्ट का एक Stack है जिस पर Push लगाया जाता है तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि आप इसमें हमेशा एक integer ऑब्जेक्ट देंगे आप इसे String ऑब्जेक्ट या Employee ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ नहीं देते हैं तो Push के लिए एक प्रीकंडीशन क्या है अब इसका कोई साइड इफेक्ट की आवश्यकता होती है तो यदि हम बार बार किसी न किसी स्टेज पर Push करते रहेंगे तो हमें अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी और यह आवश्यकता सिस्टम पर आ जाएगी तो यह एक तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है इसलिए यदि हम इसी तरह Pop को देखते हैं तो हमें इस तथ्य की आवश्यकता है कि मैं किसी एलिमेंट को Pop कर सकता हूं Stack में कुछ एलिमेंट की आवश्यकता होगी कि Stack खाली नहीं है तभी आप Topmost एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से पोस्टकंडीशन नहीं है

यदि आप Empty मेथर्ड को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रीकंडीशन का निर्माण करते हैं मैं आपको विशेष रूप से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो पहले से ही विभिन्न OOP लैंग्वेजेस जैसे कि C Java या Python में प्रोग्राम लिख रहे हैं आप अक्सर विश्वास करते हैं या अनुसरण करते हैं कि केवल मेथड्स प्रोसेस के दौरान हो सकते हैं बस यह समझने के लिए कि हम कहते हैं कि हम Stack के लिए एक वैकल्पिक इंटरफ़ेस लें इस वैकल्पिक इंटरफ़ेस में फिर से समान मेथड्स हैं मैं किसी भी मेथर्ड को नहीं बदल रहा हूं लेकिन जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को बदल दिया है अब मैं कहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे उम्मीद नहीं है कि कब Pop को इन्वोक किया जाता है जब कोई मैसेज Pop को भेजा जाता है तो क्लाइंट ने गारंटी दी है कि स्टैक Empty नहीं है मैं एक स्टैक पर एक Pop करने या एक Top एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए कह सकता हूं जो खाली नहीं है मैं कहूंगा कि कोई प्रीकंडीशन नहीं है जिसका अर्थ है कि Stack खाली हो सकता है और मैं Top एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए कह सकता हूं तो अब निश्चित रूप से क्या होगा यदि Stack Empty नहीं है तो Top ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है इसलिए यह उसी समान है जैसा मेरे पास था यदि यह empty नहीं है तो कुछ मेमोरी रिलीज़ हो सकती है लेकिन अगर यह स्वाभाविक रूप से Empty है तो आउटपुट उत्पन्न नहीं किया जा सकता है या आउटपुट संतुष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि कोई Top ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं क्या करूंगा मैं एक एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता था लेकिन यहां मैंने प्रीकंडीशन को बदल दिया है और इसलिए मुझे एक साइड इफेक्ट की संभावना है जहां Stack के Empty होने के लिए एक एक्सेप्शन थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैसेज के समान होने से समान इंटरफ़ेस नहीं होता है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करता है प्रोग्रामर के इस मेथर्ड किया है जिसके अनुसार को मेमोरी की आवश्यकता है Push एक साइड इफेक्ट बना सकता है जो उसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता है यहां Push करने के साथ साथ एक साइड इफेक्ट पैदा है कि अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी अब Stack सैद्धांतिक रूप से अनबाउंडेड होता है जब तक मैं चाहता हूं तब तक स्टैकिंग करता रह सकता हूं लेकिन वास्तव में जिस भी सिस्टम मैं Stack ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट बन जाएगी उससे क्या होगा इसलिए इस इंटरफेस की तुलना करें यह विशेष रूप से एक अधिक अच्छी तरह से निर्दिष्ट इंटरफ़ेस है क्योंकि यह एक संभावित स्थिति का ख्याल रखती है जो सिस्टम में हो सकती है जब वास्तव में एक Push रिक्वेस्ट Push मैसेज करने के लिए वास्तव में बहुत कम मेमोरी होती है इसलिए यह उदाहरण मुझे यकीन है कि आपने देखा है कि आप अपने इंटरफ़ेस डिज़ाइन के संदर्भ में डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित होगी अगला जहां हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह यह है कि हम उल्लेख करते हैं कि मेथड्स द्वारा वर्णित कर सकेंगे तो हम ध्यान दें कि आम तौर पर चार प्रकार की विजिबिलिटी पर आधारित है क्योंकि किसी को भी Push Pop Top Empty तरह के इंटरफ़ेस का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए एक अन्य एक प्राइवेट के सामने नहीं आएगी क्योंकि वे जानते हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए कि Stack क्लास या Stack ऑब्जेक्ट को किसी अन्य एलिमेंट को Push करने के लिए पर्याप्त मेमोरी है या नहीं यह Stack क्लासेस का एक आंतरिक मामला है Stack ऑब्जेक्ट का आंतरिक मामला है लेकिन स्वयं Stack ऑब्जेक्ट वास्तव में यह जानने की आवश्यकता है कि क्या पर्याप्त मेमोरी उपलब्ध है या नहीं इसलिए मेरे पास एक Full प्रकार की मेथर्ड होगी क्योंकि दूसरों को इसे देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए इनके बीच में हम यह भी देखेंगे कि विजिबिलिटी फैक्टर कर सकते हैं अंत में कुछ ऑब्जेक्ट सिस्टम एक दूसरे को देख पाएंगी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को पूर्ण सिस्टम में विजिबिलिटी प्रदान करती है